तो अन्य महत्वपूर्ण पिन जो आपके पास 8255 में हैं यह ए 0 ए 1 सीएस बार पिन हैं तो A0 और A1 तो उनका उपयोग 8255 के व्यक्तिगत पोर्ट को चुनने के लिए किया जाता है और CS बार चिप सेलेक्टहै इसलिए यदि CS बार लाइनहाई है तो 8255 वास्तव में सक्रिय नहीं है तो यह कोई काम नहीं करेगा इसलिए CS बार फ़ाइल इंटर का चयन करती है तो आपके डिकोडिंग लॉजिक को इस सीएस बार को ठीक से चुनना चाहिए तो मेरा मतलब है कि यदि मान लें यह माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रोकंट्रोलर है जो आपके पास है और यह आपका 8255 है तो यह एड्रेस बार लाइनें हैं जो आपके माइक्रोप्रोसेसर से निकल रही हैं तो इसे कुछ डिकोडिंग लॉजिक से गुजरना चाहिए तो यह एक डिकोडर हो सकता है यह एक डिकोडर हो सकता है और इस डिकोडर को इस 8255 चिप का चयन करना चाहिए तो यह सीएस बार लाइन है तो इस लाइन को चुनने के लिए डिकोडर को A0 लगाना चाहिए तो डिकोडर को इस तरह से प्रोग्राम किया जाना चाहिए कि एक विशेष एड्रेस बिट संयोजन के लिए यह 8255 चुना जाएगा और तदनुसार शायद मैं कह सकता हूं कि अगर यह मैं एक साधारण चिप मामले के लिए कहता हूं अगर मेरे पास यह डिकोडर नहीं है इसलिए मैं इस माइक्रोप्रोसेसर से केवल ए15 लाइन ले सकता हूं और इसे 8255 से जोड़ सकता हूं इसलिए यह A15 कुछ इनवर्टर के माध्यम से जुड़ा हो सकता है इसलिए यहां एक इन्वर्टर लगाएं मुझे यहाँ नया आरेख बनाने दे तो मैं जो बता रहा हूं वह यह है कि यह प्रोसेसर है और यह 8255 है तो आप क्या कर सकते हैं आप एड्रेस बार से इस A 15 लाइन को लेते हैं और इसे CS बार लाइन से जोड़ते हैं तो जब भी यह A 15 बिट 0 होता है जब भी यह A 15 बिट 1 होता है तो यह 0 होगा इसलिए 8255 का चयन किया जाएगा बशर्ते आपकी पूरी मेमोरी कुल एड्रेस स्पेस के निचले आधे हिस्से में स्थित हो तो आप कह सकते हैं कि मैं इस A15 को 1 के बराबर स्थापित करूंगा इसका मतलब यह होगा कि मैं 8255 ऑपरेशन करने जा रहा हूं तो यह सीएस बार लाइन तो यह चयन डिकोडर द्वारा उत्पन्न किया जाना है तो यहाँ यह एक बहुत ही सरल है आदर्श रूप में यदि आपको अधिक विस्तृत स्थिति मिल गई है जैसे कि यह प्रोसेसर है और यहाँ से एड्रेस बार जा रहे हैं कुछ एड्रेस बार लाइनें डिकोडर पर जा रही हैं तो यह डिकोडर है कुछ एड्रेस बार लाइन यहाँ ली गई है और फिर इनके पास कई चिप सेलेक्ट हैं और यह अलग अलग चिप सेलेक्टअलग अलग मेमोरी चिप में जा रहे हैं इसलिए वे अलग अलग मेमोरी चिप्स में जा रहे हैं और इनमें से कुछ डिकोडर लाइनें 8255 के कनेक्शन के लिए समर्पित हो सकती हैं तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं इस 8255 का सटीक एड्रेस क्या है जो कि इस डिकोडिंग लॉजिक के आधार पर है जिसे हमने यहां शामिल किया है एड्रेस का पता लगाया जा सकता है हालाँकि यह A 0 और A 1ये 2 बिट्स हैं जिन्हें 8255 के भीतर रजिस्टरों के चयन के लिए सेट किया जाना है तो 8255 के भीतर हमें 3 4 मुख्य रजिस्टर मिल गए हैं एक कंट्रोल रजिस्टर है और बाकी अलग अलग पोर्ट रजिस्टर हैं कंट्रोल रजिस्टरअलग अलग मोड में 8255 चिप को कॉन्फ़िगर करने के लिए आवश्यक है और यह पोर्ट रजिस्टरए बी और सी है वे वास्तव में पोर्ट पर मान डालने के लिए हैं या यदि आप पोर्टसे सामग्री पढ़ना चाहते हैं प्रोसेसर में तो आप उन एड्रेस का उपयोग कर सकते हैं तो आपकी एड्रेस सेटिंग के आधार पर व्यक्तिगत पोर्ट चयनित हो जाएगा इसलिए मैं एक उदाहरण लूंगा और यह बताने की कोशिश करूंगा कि पोर्ट एड्रेस क्या हो सकते हैं यदि मुझे वह 16 बिट एड्रेस मिल गया है और मैं कह सकता हूँ कि ये 2 बिट्स A 0 और A 1 है ये 2 बिट्स A 0 और A 1 हैं और ये बाकी बिट्स वहाँ हैं और यह बिट A 15 है तो मैं इसे इस तरह से कर सकता हूँ अगर मैं कहता हूं कि मेरे मामले में जब भी A15 1 के बराबर होगा तो इसका मतलब यह होगा कि 8255 का चयन हो जाएगा बाकी मेमोरी मॉड्यूल और बाकी सभी मॉड्यूलभी चयनित हो जाएंगे मुझे यह ए 15 बिट 0 के बराबर मिला है तो डिकोडर उन मॉड्यूल का चयन नहीं करेगा यदि ए 15 1 के बराबर है तो यह 8255 का चयन करता है अब यदि आप यह देखते हैं यह भाग ए ० ए १ तो ए 0 ए 1 जब यह 00 है तो यदि एक संभावित एड्रेस 1000 0000 है तो उस तरीके से हमें A15 मिला है तो वह 8 बिट है तो ये सभी 0 हैं तो यह 16 बिट एड्रेस बस है तो आप देखते हैं कि यह मूल रूप से हेक्साडेसिमल में 8000 है तो मैं कह सकता हूं कि यह मूल रूप से 8000 है इसलिए हेक्साडेसिमल में मैं यह कह सकता हूं कि अगर मैं ऐसा जोड़ता हूं तो A 15 लाइन इस CS बार से जुड़ती है इनवर्टेड A 15 लाइन 8255 के CS बार पिन से जुड़ती है तो यह पोर्ट A एड्रेस 8000 हो रहा है इसी प्रकार यदि यह बिट A 01 है तो A 0 1 है तो पोर्ट B को चुना जाएगा तो यह पता 8001 है पोर्ट C 8002 है और यह एक 8003 है इसलिए इस तरह आपके डिकोडिंग लॉजिक के आधार पर और यह एड्रेस बार केA 0 और A 1 बिट्स आपके 8255 चिप के A 0 और A 1 से जुड़ा हुआ है तो आप उसके बाद पोर्ट एड्रेस का पता लगा सकते हैं यदि आपका माइक्रोप्रोसेसर इस विशेष मेमोरी लोकेशन 8000 पर कुछ लिखता है इसका मतलब है यह पोर्टिंग एक्सेस कर रहा है तो अगर यह 8003 कुछ लिख रहा है इसका मतलब यह है कि यह कण्ट्रोल रजिस्टर पर लिख रहा है तो यह तकनीक है इसलिए हमें यह CS बार एक्टिव लौ के रूप में मिला है और जब CS बार संपूर्ण चिप का चयन करता है A 0 और A 1 विशिष्ट पोर्ट का चयन करेगा तो इन पिनों का उपयोग पोर्ट ए बी सी या कण्ट्रोल रजिस्टर तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है अब यह ए बी सी पोर्ट है तो उनका उपयोग इनपुट या आउटपुट के लिए किया जा सकता है डेटाऔर कंट्रोलरजिस्टर इन 3 पोर्ट के संचालन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है तो हमारे पास A हो सकता है यह 8255के विभिन्न मोड में संचालित होता है पहला मोड 0 या सरल है तो यह सबसे लोकप्रिय मोड है और लगभग सभी एप्लिकेशन जो आपके पास अधिकतर हैं वे इस पोर्ट को 8255 के इस मोड का उपयोग कर रहे होंगे तो मोड 0 में पोर्ट A B C लोअर और C अपर उन्हें इनपुट या आउटपुट पोर्ट के रूप में प्रोग्राम किया जा सकता है तो इनपुट पोर्ट या आउटपुट पोर्ट और सभी बिट्स आउटपुट या सभी इनपुट हैं तो हम इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते तो या तो सभी 8 बिट्स पोर्ट ए आउटपुट होंगे और सभी 8 बिट्स पोर्ट ए के इनपुट होंगे तो कोई बिट चयन नहीं है हालांकि हमने पहले सेट किया है कि पोर्ट सी कुछ मोड में बिट एड्रेसएबेल है लेकिन मोड 0 में यह सच नहीं है जो केवल एक विशेष मोड के लिए सच है तो पूरे पोर्ट को एक ही तरह से कॉन्फ़िगर किया गया है तो यह 8051 के विपरीत जहां ये पोर्ट P 0 से P 3 उन्हें यह बिट कण्ट्रोलाबिलिटी मिली है यहाँ ये या तो इनपुट पोर्ट या आउटपुट पोर्ट है तो यहाँ हमारे पास वह सुविधा नहीं है फिर हमारे पास मोड 1 है पोर्ट ए और बी को हैंडशेकिंग क्षमताओं के साथ इनपुट या आउटपुट के रूप में उपयोग किया जा सकता है और यह हैंडशेकिंग सिग्नल पोर्ट सी के बिट्स द्वारा प्रदान किया जाएगा तो हैंडशेकिंग क्षमता का मतलब है आप डेटा को डेटा बार पर रख सकते हैं और एक मास्टर डिवाइस से जब आप स्लेव डिवाइस में डाल रहे होते हैं तो जब डेटा डाला जाता है तो उसके अनुसार स्टॉप सिग्नलदिया जाता है तो रिसीवर को वह मूल्य प्राप्त होगा और वह डाल देगा यह दूसरा अखनोव्लेद्गेमेन्ट डाल देगा तो इस तरह से यह जाएगा तो उन सभी चीजों को पोर्ट सी द्वारा नियंत्रित किया जाता है यह हैंडशेकिंग सिग्नल पोर्ट सी द्वारा दिए गए हैं और पोर्ट ए और पोर्ट बी उन्हें डेटा वैल्यू के रूप में उपयोग किया जाता है जो वे डेटा पोर्ट द्वारा होते हैं फिर हमारे पास मोड 2 है हमारे पास पोर्ट ए दिशात्मक I O पोर्ट पोर्ट C द्वारा हैंडशेकिंग उपयोग किया जा सकता है और पोर्ट B को मोड 2 में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो उन्हें केवल मोड 0 या मोड 1 में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है तो हम इस मोड 2 को पोर्ट बी के साथ नहीं रख सकते हैं और एक और दिलचस्प मोड है जिसे बिट सेट रीसेट मोड या बीएसआर मोड के रूप में जाना जाता है यहां आप पोर्ट सी के व्यक्तिगत बिट्स को नियंत्रित कर सकते हैं इस तरह से अगर आप वास्तव में देख रहे हैं बिट लेवल एड्रेसएबिलिटी तो आपको मोड 4 पर जाना होगा जो कि मोड 3 है जो बीएसआर मोड या बिट सेट रीसेट मोड है इसलिए हमें जो पहला काम करना है वह कंट्रोल रजिस्टर को सेट करना है अब मैंने कहा था कि 8255 में एक कण्ट्रोल रजिस्टर है जहां आपको ठीक से प्रोग्राम करना है तो पोर्ट का उपयोग माइक्रोप्रोसेसर द्वारा किया जा सकता है अब इस मामले में हमारे पास यह पूरा कण्ट्रोल रजिस्टर 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता है तो ग्रुप ए और ग्रुप बी ग्रुप ए में हमें पोर्ट ए और पोर्ट सी अप्पर बिट्स मिले हैं आप देखते हैं कि पोर्ट ए और पोर्ट सी अप्पर बिट्स इस ग्रुप ए द्वारा नियंत्रित होते हैं और ग्रुप बी सेटिंग पोर्ट बी और पोर्ट सीलोअर बिट्स को नियंत्रित करता है और ग्रुप ए रजिस्टर में एक और बिट है जिसे बिट डी 7 कहा जाता है तो यहाँ अगर यह बिट 1 है इसका मतलब IO मोड होगा और यदि यह 0 है इसका मतलब है यह बीएसआर मोड है अगर यह आईओ मोड में है उस स्थिति में यह बिट D 6 और D 5 वे मोड की पहचान करेंगे जैसे कि यह 0 हैमतलब मोड 0 है एक मोड 1 है और एक मोड 2 है इसलिए इस तरह हम पिछली स्लाइड जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं हमने देखा है कि हमारे पास मोड 0 1 2 या बीएसआर मोड हो सकता है जिसे हमने स्पष्ट रूप से मोड 3 नहीं कहा है इसलिए यह बीएसआर मोड है तो बीएसआर मोड सेट करने के लिए हमें यह डी 2 0 यह डी 7 1 सेट करना होगा फिर आप इस अन्य बिट्स का चयन कर सकते हैं और तदनुसार मोड सेट किया जाएगा तो यदि आप इस पोर्ट Aको इनपुट मोड के रूप में सेट करना चाहते हैं तो इस बिट D 4 को 1 पर सेट करना है यदि आप पोर्ट A को आउटपुट के रूप में चाहते हैं तो यह D 4 बिट 0 होना चाहिए इसी तरह से पोर्ट C अपर यदि आप चाहते हैं इसे इनपुट पोर्ट के रूप में सेट करें फिर बिट डी 3 बिट 1 होना चाहिए अन्यथा डी 3 बिट 0 होना चाहिए फिर यह ग्रुप बी हमें 3 बिट मिले है डी 2 डी 1 और डी 0 ये डी 2 ग्रुप बी के मोड चयन के लिए यह मोड 0 या मोड 1 है और फिर मोड 1 में मोड 0 में आपको यह मिल गया है अब मोड चयन के बादआप इंडिविजुअल पोर्ट को नियंत्रित कर सकते हैं जैसे पोर्ट बी को इनपुट या आउटपुट में सेट किया जा सकता है और पोर्ट सी के लोअर हिस्से पीसी 3 से पीसी 0 इनपुट या आउटपुट के रूप में सेट किया जा सकता है इस डी 0 पिन को नियंत्रित करके तो इस तरह से उचित नियंत्रण स्थापित करके आप 8255 से विभिन्न इनपुट आउटपुट उद्देश्य के लिए सभी पोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द I O मोड 0 है तो बीएसआर मोड भी इतना सामान्य नहीं है तो 8255 जो एप्लिकेशन हम देखेंगे वे ज्यादातर यह I O मोड और मोड 0 में उपयोग कर रहे हैं यही कारण है कि इसे एक मूल इनपुट आउटपुट मोड कहते हैं तोइसे मूल इनपुट आउटपुट मोड नाम मिला है इस मोड में ए बी और सी के सभी पोर्टो को इनपुट या आउटपुट के रूप में प्रोग्राम किया जा सकता है और एक दिया गया पोर्ट एक ही समय में इनपुट और आउटपुट दोनों नहीं हो सकता है मान लीजिए कि हम ए बी सी सभी पोर्टको आउटपुट मोडमें चाहते हैं तो इस मामले में यदि ए बी सी के सभी पोर्ट आउटपुट मोड में हैं और मोड 0 में हैं तो आप पिछली सेटिंग में देख सकते हैं यह IO मोड है तो यह बिट 1 होना चाहिए और फिर यह मोड 0है इसलिए ये 2 बिट्स 0 हैं और फिर यह पोर्ट ए यह सब आउटपुट मोड है पोर्ट सी भी आउटपुट मोड में है तो यह फिर से मोड चयन है तो मोड 0 है तो यह 0 है और यह भी आउटपुट मोड है तो यह भी 0 है और यह भी 0 है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं कि आप कण्ट्रोल जो हम प्राप्त कर रहे हैं वह 80H है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम यह सेटिंग कर रहे हैं कि सभी पोर्ट बिट्स आउटपुट में हैं सभी पोर्ट आउटपुट मोड में हैं तो यह कंट्रोलर दूसरी ओर है अगर आप कहते हैं तो वह पोर्ट A इनपुट पोर्ट B आउटपुट होना हैं पीसी लौ और पीसी हाई दोनों आउटपुट हैं लेकिन पोर्ट ए इनपुट मोड होना चाहिए तोपोर्ट ए इनपुट मोड में होना चाहिए तो फिर से यह I O मोड है तो यह 1 होना है फिर मोड 0 तो वे मोड 0 हैं अब पोर्ट ए इनपुट मोड में है तो यह 1 होना चाहिए और पोर्ट सी आउटपुट मोड में है तो यह 0 है तो यह फिर से मोड 0है पोर्ट बी भी मोड 0 में है और यह भी 0 है इसलिए जो पैटर्न आपको मिलता है वह 90 है तो आइए देखते हैं कि हमें वहां क्या पैटर्न मिला है तो आप देखते हैं कि पैटर्न 90H है तो इस तरह आप कंट्रोलर सेटिंग को नियंत्रित करके इन इंडिविजुअल पोर्टकी सेटिंग कर सकते हैं हमारे पास कुछ कनेक्शन हैं जिनसे इस 8255 चिप को इन 3 में से किसी भी मोड में प्रोग्राम किया जा सकता है जिसे हमने देखा है तो सबसे पहले हमें पोर्ट ए बी सी और कंट्रोल रजिस्टर पर पोर्ट एड्रेस असाइन करना होगा तो इसे I O पोर्ट की मैपिंग कहा जाता है तो यह पहली बात है जो हमको करना होगा कि यह किस एड्रेस से जुड़ा हैइंडिविजुअल पोर्ट को कैसे एक्सेस करना है तो यह एक विशिष्ट उदाहरण है मान लीजिए कि कनेक्शन ऐसा है जो हम कर रहे हैं यह 8255 है और यह A 0 और A 1 पंक्ति हमारे एड्रेस डेट बस से है आप देखते हैं कि पोर्ट A पोर्ट 0 बिट्स 74373 से जुड़े हैं और पोर्ट 0 बिट्स उन्हें इस मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटाबस लोअर ऑर्डर एड्रेस और डेटाबस का वैकल्पिक कार्य मिला है तो वे वास्तव में इस बफर के माध्यम से जुड़े हुए हैं मुझे यह ए 0 और ए 1 लाइनें स्थिर मिल रही हैं तो वे लाइनें 8255 के A0 A1 पिन से जुड़ी हुई हैं और यह P 27 मुझे लाइन A 15 मिल रही है और यह P 27 से जुड़ा हुआ है तो यह जुड़ा हुआ है सीएस बार लाइन से तो यह A15 लाइन इसलिए यदि यह P 27 A15 है तो A 15 लाइन मूल रूप से इनवर्शन होने वाली है जो CS बार पर जा रही है इसलिए जब भी यह बिट 1 होता है तो इस 8255 चिप को चुना जाएगा फिर यह रीड बार और राइट बार लाइनें जा रही हैं और ये सेटिंग हैं तो यह कनेक्शन है तो 8255 के इस रीसेट को ग्राउंड से जोड़ा जाना चाहिए रीड बार और राइट बार लाइन को इस से जोड़ा जाना चाहिए तो यह विशेष कनेक्शन इसलिए इस प्रकार के कनेक्शन को मेमोरी मैप IO कहा जाता है क्योंकि 8255 को केवल एक मेमोरी लोकेशन के रूप में 8051 द्वारा देखा जाएगा तो जब भी यह A 15 बिट होता है तो इसका मतलब यह होगा कि यह 8255 है तो यह A 15 हैA 14नहीं तो जब भी A 15 बिट 1 होता है तो यह 8255 पर जाएगा तो हम इसे मेमोरी एक्सेस के लिए उपयोग कर सकते हैं यहां तक कि इस 8255 पोर्ट का उपयोग मेमोरी एक्सेस के रूप में किया जा सकता है और हम 8255 स्थानों के पोर्ट्स तक पहुंच प्राप्त करने के लिए MOVX निर्देश का उपयोग कर सकते हैं तो यह वह चीज है जो हमें मिली है तो इसलिए यदि हमने A 14 कनेक्ट किया है तो वास्तव में इस विशेष तालिका में पिछले आरेख के साथ एक समस्या है तो यह ए 14 तो यदि आप कनेक्ट करते हैं तो A 15 लाइन यह होना चाहिए यदि यह A 14 है तो यह P 26 होना चाहिए तो यह पी 26 होना चाहिए तो उस असाइनमेंट के लिए अगली टेबल मान्य है तो इस टेबल को आप देखते हैं कि हमने इस A14 को 1 पर सेट किया है फिर हमारी 8255 चिप एक्सेस की जाएगी और यह A 0 A 1 वे बिट्स 1 हैं इसलिए मैं कह सकता हूं कि पोर्ट A संबंधित स्थान 400H है कई स्थान हो सकते हैं वास्तव में फ्लडिंग कांसेप्ट जो हमने पहले चर्चा की है उनके पास यह होगा फ्लडिंग होगा क्योंकि यह सभी बिट्स वे सभी 8255 के पोर्ट ए पर आने वाले हैं और फिर इस A0 A10 1 किया जा रहा है तो 4001 जो कि पोर्ट B 10 है वह 4002 है जो कि पोर्ट C है और यह कंट्रोल रजिस्टर 4003 पर कंट्रोल बाइट के लिए होगा यदि आप सभी पोर्ट आउटपुट डालना चाहते हैं तो हमने देखा कि कण्ट्रोल सेटिंग 80H है तो इसके साथ हम एक प्रोग्राम लिखने की कोशिश कर सकते हैं जहाँ हम पैटर्न 55h और 22H 55H और AAX को सभी पोर्ट्स में भेजेंगे लगातार हम पोर्ट बिट्स को पूरक करना चाहते हैं तो यह कैसे करें सबसे पहले हमें कंट्रोल को कंट्रोल रजिस्टर में डालना होगा तो यह Mov ए 80 एच तो यह कॉन्फ़िगर करेगा यह पैटर्न 80 को स्थानांतरित करेगा A रजिस्टरमें तो हम इस डीपीटीआर को कण्ट्रोल रजिस्टर पोर्ट एड्रेस 4003 के साथ लोड करते हैं जो कि हमने किया है विशेष डिकोडर सेटिंग के लिए तो अब यह MOVX DPTR A तो यह 80H जो A रजिस्टर में था 4003 एड्रेस पर जाएगा परिणामस्वरूप कण्ट्रोलरजिस्टर को 80 मिलेगा और सभी पोर्ट्स को आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाएगा फिर हमें A रजिस्टर में मूल्य 55H मिलता है और हम इसे स्थानांतरित करते हैं और प्राप्त करते हैं DPTR मान 4000 में तो 4000 पोर्ट A के रजिस्टर का पता था और इसलिए अगले निर्देश में जब हम MOVX DPTR A करते हैं तो यह 55H जो A रजिस्टर में था 4000 स्थान पर जाता है तो वह पोर्ट A में जाता है हम DPTR को बढ़ाते हैं अब यह पोर्ट बी की ओर इशारा करता है तो एक ही बात फिर से हम 55H मूल्य उस पोर्ट बी पर डालते है DPTR बढ़ाया जाता है फिर से पोर्ट C पर आने के लिए और हम इस मूल्य DPTR में रखते हैं तो यह है कि 55H पोर्ट C पर जाता है तो हम A का कॉम्प्लीमेंटकरते हैं तो ए के सभी बिट्स उन्हें टॉगल किया जाता है अब ए रजिस्टर में आपके पास पैटर्न ए होगा तो हम एक डिले रूटीन डालते हैं और फिर एसजेएमपी फिर से तो हम इस बिंदु पर वापस आते हैं जहां हम फिर से पैटर्न एए को पोर्ट एपर आउटपुट करेंगे फिर एए को पोर्ट बी एए को पोर्ट सी फिर कॉम्प्लीमेंट इस को 55 पर ले जाएंगे तो इस तरह यह प्रोग्राम ऑपरेशन कर रहे होंगे इसलिए यह पोर्ट के इंडिविजुअल बिट्स पर उचित मान डाल देगा एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जो इस 8255 में है वह बिट सेट रीसेट मोड है तो यह पोर्ट C की अनूठी विशेषता है और बिट्स को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किया जा सकता है इसलिए यदि आप इसे सेट करने की अनुमति देंगे किसी भी हाई या लौ पीसी 0 से पीसी 7 किसी भी बिट्स को सेट कर सकते हैं तो आप सबसे पहले यह देख सकते हैं डी 7 बिट यह कण्ट्रोल रजिस्टर का सेटिंग है तो डी 7 बिट 0 होना चाहिए क्योंकि उस स्थिति में इसका मतलब यह होगा कि यह बीएसआर मोड बिट सेट रीसेट मोड है तो अब डी 6 डी 5 डी 4 है तो वे आवश्यक नहीं हैं क्योंकि यह मोड सेटिंग अर्थहीन है यदि बिट सेट रीसेट डी 7 0 है तो यह बीएसआर मोड है तो पोर्ट ग्रुप ए के इस मोड का चयन जिसका कोई अर्थ नहीं है तो वे सामान्य रूप से हम इसे 0 पर सेट कर रहे हैं फिर अगले 3 बिट्स वे उस बिट का चयन करेंगे जिसे आप सेट या रीसेट करना चाहते हैं तो वहाँ 8 बिट्स हैं तो तदनुसार बिट सिलेक्ट डालकर आप इस बिट नंबर का चयन कर सकते हैं फिर यदि आप इस बिट को सेट करना चाहते हैं तो यह D0 1 होना चाहिए यदि आप बिट को रीसेट करना चाहते हैं तो यह 0 होना चाहिए इस तरह से आप इस पोर्ट C के व्यक्तिगत बिट्स को नियंत्रित कर सकते हैं और आप उन बिट्स को सेट या रीसेट कर सकते हैं तो मान लें कि हम एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जिसमें हम पीसी 4 पर 50 प्रतिशत ड्यूटी चक्र के साथ 50 मिलीसेकंड की एक पल्स उत्पन्न करना चाहते हैं जो कि पोर्ट सीका बिट संख्या है तो पहली बात यह है कि हमें 8255को बीएसआर मोड में डालना होगा और डी 7 लौ और पीसी 4 हाई होगा तो यह सेटिंग है कि यह है कि डी 7 बिट जो कि 0 है अगले 3 बिट्स का कोई अर्थ नहीं है और फिर मुझे बिट नंबर डालना होगा तो यह बिट नंबर चार है तो यह 1 0 0 है और फिर हम इसे हाई पर सेट करना चाहते हैं तो यह हाई PC सेटिंगके लिए है तो यह करने के बाद A रजिस्टर को यह मान मिला है इसलिए यदि आप इस मान को स्थानांतरित करते हैं इसलिए यदि आप इस कण्ट्रोल पोर्ट मूल्य को स्थानांतरित करते हैं तो कण्ट्रोल रजिस्टर पोर्ट लोड करें तो यह move टू कण्ट्रोल रजिस्टर एड्रेसmove टू r1 और फिर MOVX a r1 होगा तो यह कण्ट्रोल पोर्ट यह मान लिख रहा होगा तो इस तरह से यह पीसी 4 बिट सेट हो जाएगा जब हम एक डिले डालते हैं तो हमने अब सेट कर दिया है कि हमें पीसी 4 0 बनाना है इसलिए यह अगला नियंत्रण सेटिंग वहाँ एक हैश होना चाहिए यहाँ हैश गायब है तो यह नियंत्रण सेटिंग तो यह विशेष नियंत्रण सेटिंग इस पीसी 4 को 0 के बराबर करेगा और फिर वही चीज जो आर 1 को कंट्रोल पोर्ट एड्रेस मिला है MOVX r1 A तो यह पोर्ट सी पर A रजिस्टर की सामग्री को डालेगा फिर डिले बुलाएगा तो यह इसमें देरी होगी इसके बाद इसके चारों ओर एक लूप होना चाहिए जो यहां नहीं दिखाया गया है तो हम यह कर सकते हैं कि यह इस ऑपरेशन को लगातार लूप में चलाएगा और अगर इस पूरे बॉडी को दोहराया जाना है तो इस तरह से हम इस 8255 का उपयोग 50 मिलीसेकंड डिले के साथ पल्स उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं इस डिले रूटीन से 50 मिलीसेकंड डिले को नियंत्रित किया जा सकता है तो यह स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं दिखाया गया है तो आप जान सकते हैं कि इस टाइमर का उपयोग करके या सॉफ्ट डिले वगैरह का उपयोग करके इन डिले को कैसे उत्पन्न किया जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं तो यह 50 मिलीसेकंड पल्स चौड़ाई है और 50 प्रतिशत ड्यूटी चक्र यहां सुनिश्चित किया गया है लेकिन 50 मिलीसेकंड स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया है